इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है और इस विशेष मॉड्यूल में हम देखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग करके हाई पास फ़िल्टर कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है तो दोस्तों अब तक हमने क्या देखा है हमने देखा है कि कैसे आप लो पास फिल्टर को डिजाइन करने के लिए एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग कर सकते हैं तो और हमने यह भी देखा है कि निष्क्रिय और सक्रिय फिल्टर क्या हैं तो जब आप लो पास सक्रिय फिल्टर के बारे में बात करते हैं तो हमने क्या देखा है हमें एम्पलीफायर का उपयोग करना होगा और इस विशेष मामले में अंतिम मॉड्यूल हमने क्या देखा है हमने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया है अब हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग करके एक हाई पास सक्रिय फ़िल्टर को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं जिसे हमें इस विशेष मॉड्यूल में सीखना होगा इसलिए यदि आप स्क्रीन को देखते हैं जो आप पा सकते हैं कि एक हाई पास फिल्टर है यह एक फिल्टर है जो महत्वपूर्ण रूप से शामिल होता है तो अगर आप स्क्रीन देख सकते हैं हाई पास फिल्टर एक फिल्टर है जो fc से कम की सभी आवृत्तियों को महत्वपूर्ण रूप से दर्शाता या अस्वीकार करता है और fc से ज्यादा की सभी आवृत्तियों को पास करता है तो वह फ़िल्टर क्या है एक फ़िल्टर यह है कि fc से कम की सभी आवृत्तियाँ को अस्वीकार कर देगा जबकि fc से ज्यादा की सभी आवृत्तियों को पास कर देगा तो वह fc क्या है fc हमारी क्रिटिकल आवृत्ति है जिसे हमने पिछले व्याख्यान में देखा है तो अब हम मुख्य बात को सुनते हैं जो लो पास फिल्टर से अलग हैलो पास फिल्टर में R और C की नियुक्ति है तो रजिस्टर यहां है और कैपेसिटर यहां है यह हाई पास के लिए विपरीत कॉन्फ़िगरेशन में है एक हाई पास फिल्टर का पासबैंड सभी आवृत्तिया है जो क्रिटिकल आवृत्तियों से ऊपर है तो अब देखते हैं कि वास्तव में एक हाईपास फिल्टर क्या है इसलिए यदि आप इस विशेष कथानक को देखते हैं जो हम पाते हैं या यह उन आवृत्तियों को अनुमति देगा जो क्रिटिकलआवृत्तियों से ऊपर हैं पिछले मॉड्यूल में हमने लो पास फिल्टर देखा है इसका मतलब है क्रिटिकल आवृत्तियों के नीचे की आवृत्ति को पास करने की अनुमति दी गईक्रिटिकल आवृत्तियों के लिए नीचे की बैंड आवृत्तियों को पास करने की अनुमति दी गई जबकि हाईपास फिल्टर के मामले में क्रिटिकलआवृत्तियों के ऊपर आवृत्तियों के बैंड को पारित करने की अनुमति है तो यह एक आदर्श प्रतिक्रिया है जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिर से ईंट की दीवार है यह fc पर एक आदर्श प्रतिक्रिया है यह यहीं आवृत्तियों को रोक देगा यह एक स्टॉप बैंड है और यह एक पास बैंड है इसलिए अब अगर मैं एक गेन बनाम आवृत्ति खींचता हूं तो जो मैं देख रहा हूं वह यह है कि मेरे पास इस तरह का एक प्लॉट होगा मेरे पास एक प्लॉट होगा जो कि लो पास फिल्टर के बिल्कुल विपरीत है अब आगे की बात क्या है हम सिंगल पोल की प्रतिक्रिया देख सकते हैं हमने पिछले मॉड्यूल में चर्चा की है कि सिंगल पोल का क्या मतलब है और आपको पहले ऑर्डर से क्या मतलब है कि आपको दूसरे ऑर्डर लो पास फिल्टर से क्या मतलब है और अब हम यहां हाई पास फिल्टर को सिंगल पोल RCफिल्टर के रूप में देखेंगे जो केवल 1R 1C है आप इस रजिस्टर पर एक वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि यह सिंगल पोल RC या फर्स्ट ऑर्डर RC फ़िल्टर है इसमें 20 डीबी प्रति दशक की रोल ऑफ रेट है यह 20 डीबी प्रति दशक की रोल ऑफ रेट है अगर मेरे पास सेकंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर है तो रोल ऑफ रेट 40 डीबी होगा थर्ड ऑर्डर हाई पास फिल्टर मेरा रोल ऑफ रेट 60 डीबी होगा इसलिए जैसा कि आप ऑर्डर को बढ़ाते हैं आप अपनी आदर्श प्रतिक्रिया तक पहुंचते हैंसही अब हाई पास RC फिल्टर की क्रिटिकल फ्रिकवेंसी कब होती है सूत्र क्या है फॉर्मूला आपके लो पास फिल्टर के समान है जो fc 1 2 πRC समान फॉर्मूला है हमने लो पास फिल्टर के लिए भी उपयोग किया है तो यह हाई पास फिल्टर के लिए एक सक्रिय फिल्टर के लिए क्रिटिकल फ्रिकवेंसी सूत्र है और यहां R के बराबर x की गणना उस सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है जो यहां तब होती है जब आदर्श रूप से प्रतिक्रिया क्रिटिकल फ्रिकवेंसीf l hz पर अचानक बढ़ जाती है इसलिए यहाँ क्रिटिकल फ्रिकवेंसी f l होगी अब अगर मैं सक्रिय फिल्टर फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टरfirst order high pass filter के बारे में बात करता हूं तो 3 चीजें हैं इसे फर्स्ट ऑर्डर कहा जाता है क्योंकि 1 आर 1 सी फिर हाई पास क्योंकि यह उच्च आवृत्ति को पारित करने की अनुमति देगा आवृत्ति जो मेरी क्रिटिकल फ्रिकवेंसी से ऊपर है उसे पारित करने की अनुमति है आवृत्ति जो मेरी क्रिटिकल फ्रिकवेंसी से कम है वह सही बंद हो जाएगी तो यह मेरा स्टॉप बैंड होगा यह मेरा पास बैंड होगा फिर हमारे पास सक्रिय फिल्टर हैं क्योंकि हम एक नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का उपयोग कर रहे हैं तो यह हम सभी प्रयोग भाग में देखेंगे कि कैसे हम इनवर्टिंग एम्पलीफायर को डिज़ाइन कर सकते हैं कि कैसे हम एक नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर को डिज़ाइन कर सकते हैं कि कैसे हम इंटीग्रेटर को डिज़ाइन कर सकते हैं कि आप कैसे डिफरेंशिएटर डिज़ाइन कर सकते हैं ग्राउंड की भूमिका क्या है लोडिंग प्रभाव की भूमिका क्या है हम प्रायोगिक अनुभाग में भी सब कुछ देखेंगे इसलिए यदि आप स्क्रीन को देखते हैं तो आप जो देखेंगे वह पिछले सक्रिय लो पास फिल्टर की तरह होता है जो सक्रिय हाई पास फिल्टर का सबसे सरल रूप है एक मानक इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक बुनियादी RC हाई पास एक्टिव फिल्टर हाई पास पैसिव फ़िल्टर से जोड़ने के लिए है इसका मतलब है कि हमारे पास यह निष्क्रिय फ़िल्टर है और आप इस निष्क्रिय फ़िल्टर को या तो inverting या non inverting या unity gain amplifier से जोड़ रहे हैं यदि यहाँ गेन एक है लेकिन अगर मुझे अधिक गेन चाहिए तो मैं यहाँ inverting या non inverting एम्पलीफायर का उपयोग कर सकता हूँ यहां हम unity gain amplifier का उपयोग कर रहे हैं इसलिए तकनीकी रूप से ऐसी कोई चीज नहीं है और फिर निष्क्रिय हाई पास फिल्टर के विपरीत सक्रिय हाई पास फिल्टर हमारे पास एक इंफिनिटी फ्रिकवेंसी रिस्पांस है सक्रिय हाई पास फिल्टर की अधिकतम पास बैंड फ्रिकवेंसी रिस्पांस ओपन लूप विशेषताओं और बैंडविड्थ द्वारा सीमित है तो हम किस प्रकार के हाई पास सक्रिय फिल्टर को डिजाइन कर सकते हैं और सक्रिय हाई पास फिल्टर के मामले में वोल्टेज गेन क्या होगा इसलिए अब हमने जो देखा है वह यह है कि हम यूनिटी गेन वाले एम्पलीफायर के साथ सक्रिय हाई पास फिल्टर का उपयोग कर रहे हैं लेकिन क्या होगा यदि मैं सिग्नल को एंपलीफाय करना चाहता हूं तो मुझे यहां inverting या non inverting एम्पलीफायरका उपयोग करने की आवश्यकता है मैं एक नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि आप देख सकते हैं कि फिल्टर का आउटपुट ऑपरेशनल एम्पलीफायर operational amplifierके नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल को दिया जाता है क्या यह सही नहीं है तो नाम के अनुरूप एक फर्स्ट ऑर्डर सक्रिय हाई पास फिल्टर का तात्पर्य है कि कम आवृत्तियों को क्षीण करता है और उच्च आवृत्ति संकेत को सही करता है इसमें एक निष्क्रिय फिल्टर सेक्शन होता है जिसके बाद एक नॉन इनवर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है जिसे हमने यहां देखा है यह निष्क्रिय फिल्टर है और यह हमारे नॉन इनवर्टिंग opamp है निष्क्रिय फिल्टर के लिए सर्किट की आवृत्ति प्रतिक्रिया समान है आवृत्ति प्रतिक्रिया समान सूत्र है और fc 1 2 πRC सिवाय इसके कि सिग्नल के आयाम को एम्पलीफायर के गेन से बढ़ाया जाता है क्योंकि यहां हमारे पास एक नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर है DC गेन कुछ भी नहीं होगा 1 R2 R1के अलावा इसलिए हम गेन को बदल सकते हैं और यही कारण है कि इनपुट पर सिग्नल का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व और आउटपुट हम देख सकते हैं कि आउटपुट इनपुट के प्रवर्धित संस्करण या प्रवर्धित संस्करण है सही है इसलिए हमने जो देखा है वह सर्किट की आवृत्ति प्रतिक्रिया है जो निष्क्रिय फिल्टर के समान है हालाँकि सिग्नल का आयाम एम्पलीफायर के गेन से बढ़ जाता है और नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर के लिए पास बैंड वोल्टेज गेन 1 R2 R1 है जैसा कि हम पहले से ही बात कर चुके हैं और लो पास फिल्टर के लिए भी यही है फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर में निष्क्रिय फिल्टर होता है इसके बाद एक नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर होता है जो कि यहां दिखाया गया है सर्किट की आवृत्ति प्रतिक्रिया नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट के लिए निष्क्रिय फिल्टर के समान है फिल्टर के लिए वोल्टेज गेन फीडबैक रजिस्टर का फंक्शन है R2 R1 यहाँ वोल्टेज गेन हमने देखा है कि Af क्या है f कुछ है लेकिन पास बैंड गेन फार्मूला जो कि लो पास फिल्टर के समान ही फॉर्मूला है यहां एकमात्र अंतर है अब हम कैपेसिटर के माध्यम से सिग्नल पास कर रहे हैं और फिर इसे रजिस्टर को दिया जाता है पहले सिग्नल रजिस्टर से गुजर रहा था और कैपेसिटर को लो पास फिल्टर में यहां रखा गया था केवल एक चीज जो आपको लो पास और हाई पास सक्रिय फिल्टर में मिलेगी यह है कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बहुत बेसिक सर्किट हैं तो इस तरह के सर्किट को समझने में Fc हर्ट्ज में एक कट ऑफ़ फ्रिकवेंसी है जिसे हमने पहले भी देखा है तो इस मामले में अगर मैं इस विशेष सूत्र का उपयोग करता हूं और यदि मैं देखता हूं कि बहुत कम आवृत्तियों पर क्या होगा बहुत कम आवृत्तियों पर मेरा Vout Vin Af से बेहद कम होगा लेकिन जब f fc के बराबर होता है तो मेरा मान 0707 होगा लेकिन बहुत ही उच्च आवृत्ति पर मेरा मान Af के बराबर होगा तो फिर सक्रिय फिल्टर समीकरण से हमने पाया है कि जैसे Af का मान 0 हर्ट्ज़ से कम आवृत्ति कटऑफ बिंदु तक बढ़ता है यदि आप स्क्रीन देखते हैं तो आप बेहतर समझेंगे कि सक्रिय फ़िल्टर का गेन Af हैं जो 0 हर्ट्ज़ से कम आवृत्ति कटऑफ बिंदु तक 20 डेसिबल प्रति दशक की दर से बढ़ता है अगर मेरे पास सेकंड ऑर्डर है तो मेरे पास 40 डीबी प्रति दशक होगा थर्ड ऑर्डर 9Third orderके लिए 60 डीबी प्रति दशक होगा fc 0707 के लिए सही और fc के बाद सभी फ्रीक्वेंसी पास बैंड फ्रीक्वेंसी होंगी जिनका कांस्टेंट गेन A Af f है तो देखें इसका मतलब है अगर मैं ग्राफ़ को प्लॉट करना शुरू कर दूंगा तो मैं जो देखूंगा वह यह है कि इसमें प्लॉट इस तरह है जहां यह मेरीf c है जो कि कटऑफ़ फ़्रीक्वेंसी से ऊपर की सभी फ़्रीक्वेंसी है जिसे पास किया जाएगा इस कटऑफ़ फ़्रीक्वेंसी के नीचे की सभी फ़्रीक्वेंसी को रोक दिया जाएगा हालाँकि जैसा कि मैंने कहा था कि एक रोल ऑफ रेट है और यह एक सिंगल आर्डर है तो दर की भूमिका प्रति दशक 20 डीबी की है इसलिए यदि मैं एक उदाहरण लेता हूं इसलिए यदि मैं कटऑफ आवृत्ति या ब्रेक प्वाइंट फ्रीक्वेंसी fc की गणना करता हूं इसलिए fc 1 2 πRC एक साधारण निष्क्रिय के लिए निष्क्रिय हाई पास फिल्टर का कैपेसिटर C 1µF इसलिए और इसे एक किलो ओम रेसिस्टर के साथ श्रृंखला में जोड़ने से मेरे पास R का मान है मेरे पास C का मान है इसलिए मैं fc का मान पा सकता हूं तो मेरी क्रिटिकल फ्रिकवेंसी या कटऑफ फ्रिकवेंसी fc कुछ भी नहीं है लेकिन 12πRC जो 15915 हर्ट्ज के बराबर है या 15915 हर्ट्ज के बराबर है तो यह है कि मैं हाई पास फिल्टर की कटऑफ फ्रिकवेंसी की गणना कैसे कर सकता हूं आइए हम एक और डिजाइन उदाहरण देखें अब आप जो देख रहे हैं वह आपको डिजाइन करना है एक नॉन इनवर्टिंग सक्रिय हाई पास फिल्टर डिजाइन करें जिसमें कि गेन 2 के बराबर हो लोअर कटऑफ़ फ़्रीक्वेंसी या कॉर्नर फ़्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज़ और 795 नैनो फैरड की कैपेसिटेंस हो ठीक है ये 3 चीज़ें हैं इसलिए पहला गेन 2 के बराबर है इसलिए मुझे 2 के बराबर गेन है ठीक है नॉन इनवर्टर एम्पलीफायर का गेन 1 R2 R1 को 2 के रूप में दिया गया है इसलिए R2 R11 के बराबर होगा R1 या R2 R के बराबर होगा अब यहां Fc के रूप में फ्रीक्वेंसी दी गई है तो मैं पा सकता हूँ fc 1 2 πRC R दिया गया हैf c दिया गया है C दिया गया है C दिया गया है f c दिया गया है फिर R 1 2 π fcC मैं मूल्य को प्रतिस्थापित करता हूं और R के मूल्य के लिए हम जानते हैं कि R1 1 के बराबर होना चाहिए या R2 R1 के बराबर होना चाहिए इसलिए मैं सर्किट को डिजाइन कर सकता हूं क्योंकि मुझे प्रतिरोधों का मूल्य मिला है इस प्रकार मैं इस विशेष सर्किट को डिजाइन कर सकता हूं जिसे नीचे दाईं ओर दिखाया गया है जो विशेष मान दिया गया है वह कटऑफ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटर के मूल्य है इसलिए अगर मुझे ये मान दिए जाते हैं अगर मुझे अन्य मानों को ढूंढना है अगर मुझे सर्किट डिजाइन करना था जो कि मेरा हाई पास सक्रिय फिल्टर है तो मैं इन विशेष मूल्यों का उपयोग करके डिजाइन कर सकता हूं या अगर मुझे एक सर्किट दिया जाए तो मैं पास फ़िल्टर डिजाइन कर सकता हूंदोनों तरह से कर सकते हैं तो आइए हम एक और उदाहरण देखें चित्र में दिखाए गए कटऑफ फ्रीक्वेंसी और फिल्टर के पास बैंड गेन की गणना करें तो मान लीजिए कि आपको यह आंकड़ा दिया गया है तो यह आंकड़ा क्या है यह कुछ और नहीं बल्कि मेरा हाई पास सक्रिय फिल्टर है अब मुझे क्या खोजना है मुझे कटऑफ फ्रीक्वेंसीढूंढनी है इसका मतलब है मुझे fc ढूंढना है जहाँ fc 12πRC अब R1 दिया गया है R2 दिया गया है C दिया गया है इसलिए मैं ½10k01 microfarad लिख सकता हूं यह कुछ भी नहीं होगा लेकिन 15915 हर्ट्ज तो fc कुछ भी नहीं है लेकिन 15915 हर्ट्ज सही है तो अब मुझे पता है मेरी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है मैं इस विशेष सूत्र का उपयोग करके क्रिटिकल फ्रिकवेंसी की गणना कर सकता हूं अगला सवाल क्या है अगला सवाल 10 के पास बैंड गेन के लिए है कि मेरे पास 10 का गेन है ठीक है तो यहाँ यह R2 R1 10 होगा क्योंकि यह एक इनवर्टिंग एंपलीफायर inverting amplifierहै तो R2 R1 10 या R2 R1 के 10 गुना के बराबर होगासही इसलिए अगर मैं R1 को 10 के बराबर लेता हूं तो R2 100 kilo ohm होगा सर्किट डिजाइन और कटऑफ फ्रिकवेंसी की गणना करने के लिए हमने देखा है कि हमें क्या मूल्य दिया जाता है और हम सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं और यदि सर्किट है तो हम मान पा सकते हैं इसलिए हमने इस विशेष मॉड्यूल में जो देखा है हमने देखा है कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग करके एक सक्रिय फ़िल्टर डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर यदि आपको एक सर्किट दिया जाता है तो आप रेसिस्टर्स कैपेसिटर या फ़्रीक्वेंसी के मान पा सकते हैं या यदि आपको वे मान दिए जाते हैं तो आप सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं जो यह विशेष समस्या है तो अब मुद्दा यह है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायरों के साथ हम फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायरों के साथ हम ऐसे फ़िल्टर डिज़ाइन कर सकते हैं जो आवृत्तियों के एक निश्चित बैंड को पारित करने की अनुमति दे सकते हैं और निश्चित आवृत्ति के बैंड को रोक सकते हैं तो हमने इस विशेष मॉड्यूल हाई पास फिल्टर में देखा है हमने हाईपास और लो के बीच मुख्य अंतर देखा है पास फिल्टर यह है कि उच्च पास फिल्टर में संधारित्र शुरू में है और रजिस्टर अगला है लो पास फिल्टर में हम पहले रजिस्टर और फिर संधारित्र को रखते हैं तो सिग्नल रजिस्टर के पास जाता है और फिर यह संधारित्र में जाता है लेकिन हाई हाई पास फिल्टर में यह इसके विपरीत है तो हमने लो पास देखा है हमने हाई पास को देखा है अब अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे कि बैंड पास फिल्टर कैसे काम करता है और आपके निम्नलिखित मॉड्यूल में हम यह भी देखेंगे कि बैंड कैसे फ़िल्टर को अस्वीकार करता है तो यह मुख्य चार फिल्टर हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कम पास उच्च पास बैंड पास और बैंड अस्वीकार तो अगली कक्षा में हम देखते हैं कि कैसे हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग करके एक बैंड पास फिल्टर को डिजाइन कर सकते हैं तब तक आप इस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं जैसे कि मैंने आपको यह दिखाया है कि लाखों सवाल हैं जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं कुछ और प्रश्नों को हल करें और आपको एक सही विचार मिलेगा इसलिए हमने एक बहुत ही बुनियादी स्तर पर शुरू किया है जहां आपसे पूछा जाता है कि आपको कटऑफ फ़्रीक्वेंसी का सूत्र ढूंढना है जबकि सब कुछ दिया गया है तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए या यदि प्रतिरोधों या संधारित्र या आवृत्ति के दिए गए मूल्यों के लिए आप सर्किट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं तो यह वास्तव में सरल है हम बहुत बुनियादी स्तर पर हैं तो आपको इस तरह के एक साधारण सर्किट को डिजाइन करने में कोई गलती नहीं करनी चाहिए अब एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह यह है कि जब कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि हाईकटऑफ सक्रिय फिल्टर डिजाइन किए गए हैं तो मैंने क्या देखा है कि जब आप हाई कटऑफ सक्रिय फिल्टरडिजाइन कर रहे हैं तो कटऑफ लो पास है यह उच्च आवृत्ति काट रहा है यह हाई पास नहीं है इसलिए जब आपको इस तरह की समस्या दी जाती है तो इसे अच्छी तरह से पढ़ें अगर यह हाई कट है या यह लो कट है या यह हाई पास है या क्या यह लो पास है इसका क्या मतलब है लो पास और हाई कट वही हाई पास लो कट भी वही तो इसे समझें जब आप कोई समस्या का समाधान कर रहे हैं तो इसे अच्छी तरह से पढ़ें जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो समझें प्रश्न को ध्यान से सुनें फिर आप ठीक से सब कुछ सुनें उसके बाद ही आप उत्तर दें तब यह आपकी न केवल परीक्षा में मदद करेगा बल्कि आपके साक्षात्कार में भी आपकी मदद करेगा तो मैं आपको अगले वर्ग में अगले विशेष मॉड्यूल में मिलूंग और फिर हम देखेंगे कि कैसे opamps सर्किट को बैंड पास फिल्टर के रूप में उपयोग किया जा सकता है तब तक देखभाल करिए अलविदा